वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन के मॉड्यूल 23 में आपका स्वागत है हम पहले से ही अंतिम 2 मॉड्यूल में हैं UML के मूल परिसर एकीकृत मॉडलिंग भाषा पर एक नज़र डालते हैं हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की है हालांकि सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के चरणों और दोनों को एक साथ संबंधित किया है अब इस मॉड्यूल से आगे और यह यात्रा आने वाले कई मॉड्यूल के लिए जारी रहेगी हम विभिन्न विशिष्ट uml आरेखों के बारे में चर्चा और व्याख्या शुरू करेंगे इसलिए इस मॉड्यूल में हम use case आरेख पर चर्चा शुरू करते हैं और हम इसे अगले मॉड्यूल में भी जारी रखेंगे इसलिए हमारी चर्चा के संदर्भ में हम use cases आरेखों और विशेष रूप से अभिनेताओं और use cases पर चर्चा करेंगे यह रूपरेखा आपके बाईं ओर हमेशा उपलब्ध होगी तो बस याद दिलाने के लिए कि use cases क्या हैं क्या विकास विनिर्देश के साथ व्यावसायिक ज्ञान का एकीकरण एक आवश्यकता है यह मूल प्रारंभिक बिंदु है इस तरह से हमें छुट्टी प्रबंधन प्रणाली पर 2 पृष्ठ मिले जहां संगठन ने LMS की एक प्रणाली का फैसला किया और उन्होंने इसे नीचे रखा व्यावसायिक ज्ञान को एकीकृत किया जो कि वे कैसे कर्मचारियों की रिपोर्ट करते हैं कर्मचारी छुट्टी के लिए कैसे आवेदन करते हैं विभिन्न प्रकार के अवकाश उनके पास हैं और उन्होंने इस आवश्यकता को बनाया है अभी भी हम नहीं जानते हैं कि इन मॉड्यूल के साथ कौन बातचीत करेगा और किस उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता इसके साथ क्या करेंगे यह अभी भी स्पष्ट नहीं है निश्चित रूप से ये इतनी अच्छी तरह से निर्दिष्ट नहीं हैं वास्तव में lms विनिर्देश वास्तव में उतना बुरा नहीं है क्योंकि यदि आप विनिर्देश पर वापस जाते हैं तो आपको शब्द use cases का उपयोग मिलेगा लेकिन आमतौर पर आपको वह नहीं मिलेगा इसलिए use case आरेख प्रणाली के साथ एक मानवीय बातचीत को दर्शाता है यह मेरी प्रणाली है जो बनाने की कोशिश कर रही है यह मेरी प्रणाली है और आखिरकार मैं सिस्टम का निर्माण क्यों कर रहा हूं क्योंकि कुछ मानव हैं जो सिस्टम के साथ बातचीत करना चाहते हैं इनपुट देते हैं आउटपुट लेते हैं इत्यादि और यह मानव एक एकल व्यक्ति नहीं है यह मानव उपयोगकर्ताओं के विभिन्न समूह हो सकते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए सिस्टम के विभिन्न भागों का उपयोग करेंगे निश्चित रूप से किसी भी उचित प्रणाली में कोई भी 2 उपयोगकर्ता बिल्कुल उसी तरह से सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे या कम से कम ऐसे समूह हो सकते हैं जो सिस्टम का कई अलग अलग तरीकों से उपयोग करेंगे और विभिन्न तरीके जिनमें सिस्टम हो सकता है use case आरेख का मुख्य आधार है इसलिए यह एक व्यवहारिक आरेख है जैसा कि हमने पहले ही कहा है और इसका उपयोग क्रियाओं के एक समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है use case इसका का यह मतलब होगा कि उपयोग का एक विशेष मामला है या कार्रवाई का मामला है जिसे हम देखने के लिए इच्छुक हैं और जो कार्रवाई करता है अगर कोई कार्रवाई करता है तो वह कार्रवाई करेगा अभिनेता द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो use case आरेख मुख्य रूप से सिस्टम की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने और आंतरिक और बाहरी कारकों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है अब अधिक समय बर्बाद करने से पहले आइए वास्तविक विवरणों में जाने एक use case आरेख 3 प्रमुख घटकों अभिनेताओं use cases और संबंधों से बना है सरल शब्दों में अभिनेता एक उपयोगकर्ता है एक सरलीकृत शब्द में अभिनेता एक उपयोगकर्ता है जो सिस्टम के साथ कुछ करना चाहता है use case एक क्रिया है एक गतिविधि है या एक तरीका है जो उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग करना चाहेगा और अंत में संबंध कोई क्रिया नहीं है जिसे उपयोगकर्ता निष्पादित करना चाहेगा वह सभी अपने आप में अकेले साकार होगा विभिन्न गतिविधियों के अलग अलग आश्रित हैं अगर मैं छुट्टी लेना चाहता हूं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी छुट्टी की उपलब्धता क्या है छुट्टी पर वैधता की कमी क्या है और मेरे रिपोर्टिंग प्रबंधक कि क्या राय है इसलिए यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रियाएं कैसे बातचीत करेंगी तो इन घटकों को परिभाषित करने के लिए UML आरेख विभिन्न विभिन्न संकेतन और शब्दार्थ प्रदान करता है पहले अभिनेता जैसा कि पहले ही सिस्टम के साथ एक्टर्स इंटरफेस के बारे में बताया गया है अभिनेता हालांकि नाम से लगता है कि जैसे कि अभिनेता एक इंसान है लेकिन UML उन अभिनेताओं को मानता है जो लोग या इंसान हैं या अभिनेता हैं जो अन्य प्रणालियां हैं वह यह है कि मैं टर्मिनल पर बैठे एक व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त कर सकता हूं एक इनपुट मिल सकता है मैं कुछ अन्य सिस्टम से भी सेवा के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकता हूं अभिनेता गैर मानवीय हो सकते हैं ये आमतौर पर स्टिक आरेख के आंकड़ों के संदर्भ में इस तरह दिखाए जाते हैं या वे guillemets के स्तर से हो सकते हैं मेरा मतलब यह है कि आंकड़े के बजाय मैं सिर्फ guillemet रख सकता हूं यह प्रतीकों की जोड़ी है हमने उसके भीतर एक नाम रखा और इसका मतलब है कि एक अभिनेता विभिन्न अभिनेताओं की विविधता हो सकती है या बल्कि अभिनेताओं को कई अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरण के लिए प्रथम वर्ग के सत्यापन के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं एक अभिनेता मानवीय या अमानवीय हो सकता है एक अभिनेता प्राथमिक या द्वितीयक हो सकता है प्राथमिक उपयोगकर्ता उस तरह का होता है जो सिस्टम का लक्षित अंतिम उपयोगकर्ता होता है इसलिए अवकाश प्रबंधन प्रणाली में एक कर्मचारी या कार्यकारी एक प्राथमिक उपयोगकर्ता होता है और एक माध्यमिक उपयोगकर्ता वह है जो सिस्टम की सही कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है इसलिए सिस्टम प्रशासक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित छुट्टियो को छुट्टी का श्रेय दिया जाए रिकॉर्ड्स को समेट लिया जाए और जो कि एक माध्यमिक उपयोगकर्ता माना जाता है तब उपयोगकर्ता सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते थे सक्रिय उपयोगकर्ता वे हैं जो एक use case की शुरुआत करते हैं और निष्क्रिय उपयोगकर्ता वे हैं जो use cases के प्राप्तकर्ता हैं इसलिए एक सक्रिय उपयोगकर्ता छुट्टी के लिए आवेदन करना शुरू कर देता है एक निष्क्रिय उपयोगकर्ता एक एहम अभिनेता की तरह होता है जो एक रिपोर्ट प्रिंट करने के अनुरोध के आधार पर वास्तव में रिपोर्ट प्रिंट करेगा तो फिर सवाल यह है कि हम अभिनेताओं की पहचान कैसे कर सकते हैं इसलिए हम एक आवश्यक use cases का उपयोग करते हैं जिन्हें सिस्टम समर्थन की आवश्यकता होती है जो सिस्टम प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं जो बाहरी उपकरणों सॉफ्टवेयर सिस्टम से संवाद करने के लिए होते हैं जो सिस्टम के परिणामों में रुचि रखते हैं और इसी तरह ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप पूछते रह सकते हैं और उन के जवाब आपको अभिनेता देंगे और वस्तुओं और वर्गों की पहचान करने के लिए विश्लेषण के हमारे पहले दृष्टिकोण पर विस्तार करते हुए मैं आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि निश्चित रूप से एक अभिनेता वह होगा जो एक पहचान योग्य वर्ग पहचान योग्य वस्तु हो इसलिए यदि हम संज्ञाओं के हमारे भाषाई विश्लेषण का संदर्भ देते हैं जो हमें बता सकता है कि अभिनेता क्या हो सकते हैं इसलिए हम चारों ओर यहां देखते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको कर्मचारी प्रबंधक नेतृत्व sysadmin जैसे संज्ञाओं का पता है और जो इतने पर सिस्टम में कुछ कार्रवाई शुरू कर सकता है कर्मचारी अनुरोध शुरू करता है नेतृत्व एक अनुमोदन प्रक्रिया या एक निरसन प्रक्रिया शुरू करता है sysadmin छुट्टी क्रेडिट प्रक्रिया शुरू करता है और इसी तरह तो आप यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अभिनेताओं की पहचान करने के लिए कोई बहुत मानक व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर से संज्ञा का भाषाई विश्लेषण आपको कुछ अच्छा सुराग देगा और फिर उसके साथ क्लब किया जाएगा यदि आप कुछ करते हैं उन कार्यों के आधार पर क्रिया विश्लेषण जानिए जिनसे आप बेहतर आत्मविश्वास प्राप्त कर पाएंगे वे लोग कौन हैं जिन्हें सिस्टम पर कार्य करने की आवश्यकता होगी और उन्हें UML आरेख में अभिनेता होना चाहिए तो यह lms का उदाहरण है जिसकी मैंने पहले ही चर्चा की है इसलिए ये 2 अलग अलग तरीके हैं इसलिए आमतौर पर आप इस तरह के आइकन का उपयोग करते हैं जब आप जानते हैं कि अभिनेता एक मानव है और आप इस तरह के आइकन का उपयोग करते हैं जब आप जानते हैं कि अभिनेता एक गैर मानव है तो ये LMS सिस्टम के ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं अब अगला घटक use cases आरेख और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटक use case है यह एक use case है जो यह दर्शाता है कि अभिनेता क्या करना चाहता है आवश्यक कार्रवाई इसलिए यदि एक कार्यकारी एक अभिनेता है तो कार्यकारी छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहता है नेतृत्व को समीक्षा करने और स्वीकार करने छुट्टी स्वीकृत करने की आवश्यकता है तो ये वही हैं जो अभिनेता चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा करे इसलिए हम सिर्फ इस कार्रवाई की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि एक use cases में हमें एक पूरी तस्वीर घटनाओं का पूरा पाठ्यक्रम देना है उदाहरण के लिए यदि एक कार्यकारी छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है तो यह सिर्फ छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर रहा है यह क्रियाओं का पूरा कोर्स है आपके पास छुट्टी के लिए एक कारण होना चाहिए आपके पास उसके लिए पर्याप्त खाता शेष होना चाहिए इसे उन तारीखों को ब्लॉक करना होगा यह गणना करना होगा कि यह कितने दिनों के लिए निकलता है इसमें वेतन के निहितार्थ और इतने पर हो सकते हैं ताकि एक विशेष कार्रवाई के लिए पूरा कोर्स use cases हैं इसके अलावा ऐसे मामलों का उपयोग करें जैसा कि आप कहते हैं कि उनके graphical आरेख हैं लेकिन उनके पास कुछ संलग्न नोड्स लघु नोड्स हो सकते हैं जो यह वर्णन करने के लिए हैं कि use case क्या है और क्या स्थितियां हैं आदि आप मुझे इस स्तर पर याद दिलाना चाहेंगे कि केस का उपयोग एक आरेख है जिसका उपयोग पूरी गतिविधि की शुरुआत में किया जाना है इसलिए आप आवश्यकताओं के चरण में use cases का उपयोग कर रहे हैं इसलिए जब आप use cases में काम कर रहे हों तो आपके पास संभवतः हाथ पर कोई अन्य uml चित्र न हो इसलिए आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वह आपकी शास्त्रीय प्राकृतिक भाषा का वर्णन और चर्चाएँ आदि है इसलिए एक चरण में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि UML के आवश्यक चित्रमय अंकन के संदर्भ में सब कुछ बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो आपको अभी भी कुछ और विवरणों की आवश्यकता हो सकती है यहां तक कि कुछ विवरण use cases में आरेखीय नहीं हो सकते हैं तो वे चीजें हैं जो आप नोटों के संदर्भ में नीचे रख रहे हैं और उन्हें use case आरेख के विभिन्न हिस्सों के साथ संलग्न करें use cases की पहचान करने के लिए मैं आपको क्रियाओं के भाषाई विश्लेषण के लिए वापस संदर्भित करूंगा और हम देख सकते हैं कि एक कर्मचारी को छुट्टी अनुमोदित करने की आवश्यकता है मेरा मतलब है कि एक नेतृत्व या प्रबंधक को छुट्टी मंजूर करने छुट्टी पर पछतावा करने या छुट्टी रद्द करने की आवश्यकता है इत्त्यादि एक कर्मचारी कर सकता है छुट्टी वगैरह कैंसिल करें छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं इसलिए ये अलग अलग कार्य हैं जो सिस्टम में अपेक्षित हैं और इसलिए वे बहुत वैध रूप से योग्य होंगे क्योंकि उम्मीदवारों को विभिन्न उपयोग मामलों के लिए माना जाएगा बहुत स्पष्ट रूप से ये कुछ अनुरोध अवकाश हैं दैनिक उपस्थिति कुछ use cases हैं एक use case आमतौर पर एक अंडाकार आकृति का होता है use case के नाम के साथ तो यह आकृति है और यह use cases का नाम है तो यह न्यूनतम use case होना चाहिए इसके साथ अन्य एनोटेशन अन्य अलंकरण हो सकते हैं लेकिन इसमें कम से कम बुनियादी होना चाहिए एक बंद अंडाकार अण्डाकार आकार और एक नाम जिसका उपयोग मामले के रूप में किया जा रहा है आपको याद है कि मैंने यह कहना शुरू कर दिया है कि उमल स्थूल रूप से एक ग्राफिकल भाषा है इसलिए हर अवधारणा हर आदिम जिसकी हम बात करते हैं उसके लिए एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है तो कुछ पाठकीय टिप्पणियों के साथ साथ इसकी मुख्य रूप से यह प्रतिष्ठित आदिमताएं हैं जो हमें बताएंगी कि सिस्टम में वास्तव में क्या प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और चल रहा है अब एक use cases को निम्नलिखित तरीके से निर्दिष्ट किया जा सकता है जो कि यह एक तरह से संभव तरीका है कि आप use cases को निर्दिष्ट कर सकते हैं अगला एक बहुत महत्वपूर्ण है यह कहता है कि उपयोग के कई मामलों में एक पूर्व शर्त है कि आप कुछ कर सकते हैं बशर्ते कुछ शर्तें सिस्टम में मिली हों बेशक सिस्टम के संदर्भ में यह एक बहुत ही मामूली पूर्व शर्त है कि सिस्टम में प्रवेश करने के लिए लॉगिन और पासवर्ड पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है लेकिन LMS सिस्टम में आपको कई सारी पूर्व शर्तें मिल सकती हैं उदाहरण के लिए एक बीमार छुट्टी का लाभ उठाने में सक्षम होना या आवेदन के लिए मूल अनुमोदन के लिए मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब इसे अंत में समेटने है तो मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अगला एक बहुत महत्वपूर्ण है यह कहता है कि उपयोग के कई मामलों में एक पूर्व शर्त है कि आप कुछ कर सकते हैं बशर्ते कुछ शर्तें सिस्टम में मिली हों बेशक सिस्टम के संदर्भ में यह एक बहुत ही मामूली पूर्व शर्त है कि सिस्टम में प्रवेश करने के लिए लॉगिन और पासवर्ड पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है लेकिन LMS सिस्टम में आपको कई सारी पूर्व शर्तें मिल सकती हैं उदाहरण के लिए एक बीमार छुट्टी का लाभ उठाने में सक्षम होना या आवेदन के लिए मूल अनुमोदन के लिए मुझे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब इसे अंत में समेटना है तो मुझे प्रमाणपत्र की आवश्यकता है तो इस सामंजस्य को एक प्रमाण पत्र की पूर्व शर्त के रूप में आवश्यक है पोस्ट की स्थिति वह होती है जब कोई अनुरोध दर्ज किया गया हो तो क्षमा करें जब वास्तव में उपयोग किए गए मामले का निष्पादन किया गया हो और उसके बाद क्या होना है उदाहरण के लिए आपने छुट्टी के लिए आवेदन किया है छुट्टी स्वीकृत है एक बार छुट्टी स्वीकृत होने के बाद यह दिखाने के लिए आपके सिस्टम में अस्थायी रूप से लॉक होना पड़ता है कि आपके पास अब छुट्टियो की संख्या कम है अब जब आप छुट्टी की समाप्ति का लाभ उठाने पर लाभ उठाते हैं तो यह वास्तव में आपकी छुट्टी से काटा जाना चाहिए तो लाभ उठाने की स्थिति यह है कि आपकी छुट्टी स्थायी रूप से उन दिनों की संख्या से कम हो जाती है जिन्हें आपने छुट्टी ली है अनुमोदन के बाद की स्थिति यह है कि यह अनंतिम रूप से छुट्टी के दिनों की संख्या से कम संख्या पर बंद है जिसे आपने स्वीकार किया है कि आप स्वीकृत हो गए हैं क्योंकि इस चरण में स्वीकृत चरण में यदि आपके स्वीकृत प्रबंधक द्वारा छुट्टी निरस्त कर दी जाती है या आप छुट्टी रद्द करने का निर्णय लेते हैं तो यह फिर से पोस्ट की शर्त होगी कि इसे अनलॉक किया जाना चाहिए और वापस जाना चाहिए अपने अवकाश रिकॉर्ड पर वापस जमा हो जाना चाहिए अक्सर यह विनिर्देशन में दस्तावेज़ के लिए भी एक अच्छा विचार है कि विफलता की स्थिति क्या होता है यदि पूर्व शर्त संतुष्ट नहीं होती है या यदि use case सफलतापूर्वक निष्पादित करने में विफल रहता है तो उन मामलों में क्या होना चाहिए यह भी दस्तावेज होना चाहिए उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता के पास एक कर्मचारी है जो छुट्टी के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है कर्मचारी के खाते में शेष संतुष्ट हो जाता है लेकिन क्लबबिलिटी शर्त के संदर्भ में छुट्टी एक वैध नहीं थी 2 छुट्टियो को एक साथ मांगा जा रहा था बस एक साथ विरोध करें जो कि एक साथ नहीं लिया जा सकता है तो उस विफलता की स्थिति में हमें यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि लागू अवकाश use cases में क्या होता है यह कहने के लिए कि अभिनेताओं को पहचानने की जरूरत है कि सभी इस use cases में काम कर सकते हैं और अक्सर लोग एक आशावादी प्रवाह भी रखना चाहेंगे एक आशावादी प्रवाह एक निश्चित प्रवाह नहीं है मेरा मतलब यह नहीं है कियही होगा लेकिन यह एक तरह का है कि हम सिस्टम को एक उद्देश्य के साथ डिजाइन कर रहे हैं इसलिए आशावादी प्रवाह का कहना है कि यदि बाकी सब सही है हम क्या करना चाहते हैं मामले का उपयोग करने के लिए इसलिए ये कुछ संभावित आशावादी प्रवाह हैं जो हम देख रहे हैं इसलिए अक्सर आशावादी प्रवाह को दस्तावेज करना अच्छा होता है क्योंकि जब बाद में इस use cases में विश्लेषण चरण डिजाइन चरण और अंत में जाना जाएगा और अंत में आपको पता चल जाएगा कि निम्न स्तरीय डिज़ाइन विस्तृत रूप से बाहर हो जाएगा तो यह डिजाइनर की मदद करेगा यह समझने के लिए कि यह आमतौर पर किस प्रणाली के लिए उपयोग किया जाएगा इसलिए इस स्तर पर डिजाइनर बाद में परीक्षण प्रणाली के लिए सिफारिशें कर सकते थे इन मामलों पर बहुत जोर दिया क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनमें उपयोगकर्ता सामान्य रूप से सिस्टम का उपयोग और परीक्षण करेगा जबकि विफलता की स्थिति यह तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सिस्टम किन परिस्थितियों में काम करेगा तो ये विशिष्ट हैं ये use cases के विनिर्देश की विशिष्ट संरचना हैं यह आवश्यक नहीं है कि इन सभी में नाम आवश्यक हो लेकिन इनमें से कई विनिर्देश में गायब हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश का उपयोग मामले के विनिर्देश में किया जा सकता है इसलिए इस मॉड्यूल पर संक्षेप में हमने पहले uml आरेख use case आरेख जिसे हम जानते हैं कि एसडीएलसी प्रक्रिया की आवश्यकता विनिर्देश चरण के लिए उपयोग किया जाना है और use cases में हमने 2 प्राथमिक के बारे में बात की है अभिनेता और उपयोग मामलों के घटक निम्नलिखित मॉड्यूल में हम use case आरेख पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे और उन रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न उपयोग मामलों के बीच मौजूद हैं